इस लेक्चर में हम औद्योगिक इंटरनेट सिस्टम की कुछ बुनियादी बातों से गुजरेंगे तो एक औद्योगिक इंटरनेट प्रणाली कुछ ऐसा है जो हाल के वर्षों में औद्योगिक IoT के साथ बहुत लोकप्रिय हो गई है तो मूल रूप से ये दोनों प्रयास हालांकि प्रकृति में काफी समान हैं उनका मूल थोड़ा अलग है इसलिए औद्योगिक इंटरनेट मूल रूप से डिजिटल औद्योगिक कंपनी से जुड़ा हुआ है जनरल इलेक्ट्रिक जिसने इस शब्द को इंडस्ट्रियल इंटरनेट कहा है और यह औद्योगिक IoT की तरह बिल्कुल नहीं है जिसे हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी लेकिन आमतौर पर उद्योगों में लोगों द्वारा आमतौर पर परस्पर उपयोग किया जाता है तो जनरल इलेक्ट्रिक ने कुछ अन्य सदस्यों के साथ मिलकर औद्योगिक इंटरनेट कंसोर्टियम IIC की स्थापना की और यह कंसोर्टियम संस्था है जो भविष्य के लिए इस औद्योगिक इंटरनेट को आकार देने के लिए मुख्य रूप से मुख्य खिलाड़ी है नवीनता की तीन लहरें हैं जो औद्योगिक स्तर से गुजरी हैं पहली लहर औद्योगिक क्रांति थी दूसरी लहर में इंटरनेट क्रांति थी और उद्योगों में तीसरी लहर यह औद्योगिक इंटरनेट है और यह कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के अनुसार है यह उसी तरह है जैसे उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति की कल्पना की है जो कि उद्योगों जगत में हुआ है ये मूल रूप से चित्रात्मक रूप से यहां पर दिखाए गए हैं लहर एक औद्योगिक क्रांति थी लहर दो इंटरनेट क्रांति है और लहर तीन औद्योगिक इंटरनेट है इसलिए औद्योगिक क्रांति 150 साल से अधिक समय पहले हुई थी 1970 के दशक में यह शुरू हुआ और 1900 की शुरुआत में समाप्त हो गया इसलिए यह औद्योगिक क्रांति थी इसके दो चरण थे पहला चरण व्यावसायीकरण और भाप इंजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन था तो यह पहला चरण था और यह 18 वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था दूसरे चरण में मूल रूप से 1870 में शुरू हुआ और IC इंजन के आविष्कार के साथ आंतरिक दहन इंजन और बिजली इसलिए IC इंजन के आविष्कार की शुरुआत से मूल रूप से परिवहन क्षेत्र में बहुत विकास हुआ तो मूल रूप से इन सभी अलग अलग इंजनों में पेट्रोल इंजन डीजल इंजन जो इन विभिन्न वाहनों में उपयोग आते हैं इन IC इंजनों के आविष्कार का एक परिणाम है बिजली भी विभिन्न प्रकार की प्रगति ले आई विभिन्न प्रकार के संचार विभिन्न लोगों के बीच संचार विभिन्न मशीनों के बीच और मशीन और लोगों के बीच संचार की प्रगति तो बिजली के आगमन की मदद से ये सभी अलग अलग चीजें संभव हो गई हैं औद्योगिक क्रांति की कमियां यह थीं कि भले ही औद्योगिक क्रांति अर्थव्यवस्था के विकास में समाज के विकास में आदि एक महत्वपूर्ण छलांग थी लेकिन विभिन्न नकारात्मक पहलू थे नकारात्मक पहलू उदाहरण के लिए औद्योगिकीकरण में वृद्धि समाज में अपशिष्ट उत्पादों की मात्रा में वृद्धि हुई है और इनसे पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है औद्योगिक क्रांति के दूसरे प्रतिकूल या नकारात्मक पहलू श्रमिकों के बुरे काम के माहौल में वृद्धि थी तीसरी अक्षमता है तो ये औद्योगिक क्रांति की विभिन्न कमियां हैं औद्योगिक क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति आई जो 1950 के दशक के आसपास शुरू हुई और 50 से अधिक वर्षों तक जारी रही इसलिए यह इंटरनेट क्रांति विभिन्न कंप्यूटरों के नेटवर्क के निर्माण के लिए एक सरकारी प्रायोजित परियोजना के साथ शुरू हुई लेकिन शुरुआती दिनों में कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे ये कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं थे इसलिए इस सरकारी प्रायोजित परियोजना ने इस अवधारणा को साबित करने में सक्षम किया कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा भेजना संभव है अब सवाल यह है कि उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं इसलिए मूल रूप से हम जो सोचते हैं मेरा मतलब है कि जो हुआ है वह यह है कि उद्योगों में ये विभिन्न मशीनरी विभिन्न कंप्यूटरों से जुड़ी होंगी और इस कनेक्टिविटी के माध्यम से इन मशीनों की स्थिति की तुलना में पहले से कहीं अधिक कुशल तरीके से निगरानी करना संभव होगा तो यह कंप्यूटर नेटवर्क की अवधारणा साबित हुई फिर वर्ल्ड वाइड वेब का उभार हुआ और अब हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब कुछ ऐसा है जो समाज में और विशेष रूप से सभी उद्योगों में भी लोकप्रिय है सभी उद्योगों में इंटरनेट का बहुत अधिक उपयोग होता है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब का बहुत उपयोग होता है और इसी तरह इसलिए पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटिंग क्षमता भी बढ़ी है हमारे पास छोटे आकार के कंप्यूटर हैं जो उन कंप्यूटरों की तरह ही हैं जो कई दशक पहले थे यह कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ गई है और ये कंप्यूटर भी पोर्टेबल हो गए हैं इसलिए इस पोर्टेबिलिटी के कारण इंटरनेट भी बहुत लोकप्रिय हो गया है हर कोई अब एक कंप्यूटर का मालिक है ये कंप्यूटर कई दशकों पहले मौजूद होने की तुलना में बहुत अधिक प्रदर्शन कर रहे हैं और यह भी क्योंकि ये पोर्टेबल हैं अब यह संभव पोर्टेबल और सस्ता भी है कंप्यूटर बहुत सस्ते हो गए हैं तो इसीलिए इंटरनेट भी बहुत लोकप्रिय हुआ और वर्ल्ड वाइड वेब के आने के साथ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग के लिए अलग अलग इंटरनेट आधारित या वेब आधारित एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह के आगमन के साथ अब बड़ी भौगोलिक दूरी पर सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान करना तेजी से संभव है और यह पहले संभव नहीं था इसलिए अब यह संभव है कि विभिन्न उद्योग एक दूसरे से जुड़े हों और वे भौगोलिक रूप से सह स्थित न हों वे भौगोलिक रूप से अलग हो सकते हैं लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से बात करने में सक्षम होंगे फिर औद्योगिक इंटरनेट आया और यह वह नई क्रांति है कि दुनिया वर्तमान में औद्योगिक इंटरनेट क्रांति से गुजर रही है जो उद्योगों को इंटरनेट से इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के बारे में है इसलिए वर्तमान में हम तीसरी लहर या औद्योगिक इंटरनेट लहर के अधीन हैं और यह अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची है GE के अनुसार औद्योगिक इंटरनेट को वैश्विक औद्योगिक प्रणाली के संघ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं औद्योगिक इंटरनेट के विकास और निगमन में ये तीन अलग अलग स्तंभ हैं तो औद्योगिक इंटरनेट में तीन प्रमुख तत्व हैं पहला यह कि इंटेलिजेंट है और तीसरा हमारे पास काम पर लोग हैं ये तीन प्रमुख तत्व इंटेलिजेंट मशीनें हैं जो विभिन्न उपकरणों और विभिन्न मशीनों को जोड़ने में मदद करती हैं जो सह स्थित नहीं हो सकती हैं डिवाइस सेंसर एक्ट्यूएटर्स के माध्यम से नियंत्रित होते हैं और विभिन्न अन्य उन्नत IT हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं यहां हम उन्नत एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो बड़ी मात्रा में डेटा को संभाल रहे हैं जो इन विभिन्न उपकरणों से उत्पन्न होते हैं डेटा उन्नत भविष्य कहनेवाला एल्गोरिदम के लिए इनपुट होते हैं जो प्रस्तावित किए जा रहे हैं और इनमें से कई एल्गोरिदम में उन्नत आंकड़ों में उन्नत मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका मूल है काम करने वाले लोग अब यह संभव है कि हर कोई जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इन अलग अलग लोगों के स्थान की परवाह किए बिना अब यह संभव है कि ये अलग अलग लोग जहां वे हैं वहां से उन मशीनों की निगरानी कर सकते हैं जो एक साथ स्थित नहीं हो सकती हैं लेकिन अलग अलग दूरी पर स्थित हो सकते हैं और यह अब लोगों के लिए संभव है कि लोग उद्योगों को अधिक लचीलापन और गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए मशीनों की स्थिति की निगरानी कर सके तो ये तीन अलग अलग प्रमुख तत्व हैं इंटेलिजेंट मशीनें विभिन्न प्रकार की मशीनें विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं और वे परस्पर जुड़ी हुई हैं इन मशीनों को उन्नत सेंसर और एक्ट्यूएटर्स का उपयोग करके मॉनिटर किया जा सकता है और इसलिए समग्र रूप से विभिन्न सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर तत्वों का उपयोग करके सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है उन्नत एनालिटिक्स एक बड़ी भूमिका निभा सकती है काम पर लोग इसलिए अब यह विभिन्न सहयोगी प्लेटफॉर्मस जैसे कि वेब और मोबाइल इंटरफ़ेस के माध्यम से संभव है अलग अलग लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं वे एक दूसरे से बात करने में सक्षम होंगे वे एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं और भले ही वे दुनिया में कहीं भी स्थित हों तो मूल रूप से एक डॉक्टर अब अपने रोगियों के साथ कहीं से भी बातचीत कर सकते हैं एक कार्यकर्ता कहीं से भी एक मशीन को नियंत्रित कर सकता है यह प्रणाली को अधिक इंटेलिजेंट बनाता है और इस तकनीक के उपयोग के साथ औद्योगिक इंटरनेट विभिन्न मशीनों को आसानी से बनाए रखना और संचालित करना संभव है और इन विभिन्न उद्योगों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता समग्र कार्यस्थल को बेहतर बनाने के लिए भी उपयोग की जाती है औद्योगिक इंटरनेट के विभिन्न अनुप्रयोग वाणिज्यिक विमानन रेल परिवहन बिजली उत्पादन तेल और गैस क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवा में है ये औद्योगिक इंटरनेट के इन विभिन्न अनुप्रयोगों में से कुछ हैं मशीनों से हम बात कर रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं तो हम मशीनों फिर सुविधाओं बेड़े और नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए और धीरे धीरे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम दुनिया के लिए आगे बढ़ रहे हैं नियमित रूप से इंटेलिजेंट निर्णय लेने की प्रणाली तक तो यह वही है जो हम धीरे धीरे खुद को बदल रहे हैं इसलिए इन मशीनों फिर सुविधाओं बेड़े और नेटवर्क के अनुसार हम विभिन्न स्तरों पर अनुकूलन करने जा रहे हैं हमारे पास संपत्ति अनुकूलन सुविधा अनुकूलन बेड़े अनुकूलन और नेटवर्क अनुकूलन हैं और ये औद्योगिक इंटरनेट के उपयोग के विभिन्न लाभ हैं औद्योगिक परिस्थितियों औद्योगिक प्रक्रियाओं मशीनरी निगरानी और समग्र काम करने की स्थिति विभिन्न लोगों की सुरक्षा जो इन विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे हैं उनके सुधार करने के लिए यह लाभकारी है वाणिज्यिक विमानन के संदर्भ में औद्योगिक इंटरनेट ने एयरलाइन संचालन और परिसंपत्ति प्रबंधन दोनों में सुधार करके वाणिज्यिक विमानन उद्योगों को लाभान्वित किया है अब एयरलाइन संचालन के संदर्भ में औद्योगिक इंटरनेट की मदद से अब समग्र ईंधन की खपत को कम करने प्रभावी ढंग से क्रू का प्रबंधन करने उड़ानों को प्रभावी ढंग से शेड्यूल करने देरी को कम करने और विभिन्न उड़ानों को रद्द करना यह सब संभव है परिसंपत्ति प्रबंधन के संदर्भ में अब विभिन्न मशीनों को ठीक से मरम्मत करने और विभिन्न मशीनरी के अन्य भागों को बनाए रखने के लिए समय पर मरम्मत करना संभव है रेल परिवहन अब औद्योगिक इंटरनेट के आगमन के साथ साथ वास्तविक समय के पूर्वानुमान और भविष्य कहनेवाला एल्गोरिदम के अनुप्रयोग के साथ संभव है और यह समग्र रखरखाव लागत को कम करने में मदद करेगा और इंजन जैसे विभिन्न मशीनरी भागों के विभिन्न टूटने को रोकने में मदद करेगा सॉफ्टवेयर की उपलब्धता भी ऑपरेटरों को पूरे सिस्टम का वास्तविक समय अवलोकन प्रदान करने में मदद करती है तो सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर को मूल रूप से वास्तविक समय में लगातार विभिन्न मशीनरी की स्थिति की निगरानी करने के लिए विकसित किया जा सकता है इसलिए इसलिए उदाहरण के लिए रेल ऑपरेटर ट्रेनों और उनकी स्थितियों को बनाए रख सकता है और उनकी निगरानी कर सकता है और इष्टतम निर्णय ले सकता है अब विभिन्न ऑप्टिमाइज़ेशन तकनीकों के उपयोग के साथ इष्टतम ट्रेन शेड्यूल करना भी संभव है बिजली क्षेत्र में बिजली उत्पादन साथ ही बिजली आउटेज एक बहुत बड़ी समस्या है और इस तरह के मुद्दे के कारण जहां कहीं बिजली केबल स्थापित हैं बिजली लाइन टूट सकती है इसलिए उस बिंदु का पता लगाना महत्वपूर्ण है जहां बिजली की लाइन टूट गई है या जहां उपकरण नीचे चला गया है तो औद्योगिक इंटरनेट की मदद से सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा होगा और इसलिए जहां भी यह डेटा सुलभ हो सकता है वास्तविक समय में स्थिति अपडेट और प्रदर्शन संबंधी डेटा प्राप्त करना संभव है तो अगर यह इंटरनेट के माध्यम से है तो डेटा को दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है आने वाले डेटा का विश्लेषण संभावित समस्याओं से संबंधित नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा जो औद्योगिक निरीक्षण के अपने विकल्प के साथ मरम्मत से पहले क्षेत्र निरीक्षण की भविष्य की लागत को भी कम कर सकता है तेल और गैस क्षेत्र में औद्योगिक इंटरनेट का उपयोग ईंधन की खपत को कम करने उत्पादकता बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए किया जा सकता है इसलिए सांख्यिकी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से विभिन्न भविष्य कहनेवाला विश्लेषण जैसा कि मैंने पहले कहा था कि विभिन्न उपकरणों से आने वाले डेटा का विश्लेषण करने और भूमिगत जलाशय के व्यवहार की समझ में सुधार करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जा सकता है हेल्थकेयर डोमेन में औद्योगिक इंटरनेट सुरक्षित और कुशल संचालन सूचनाओं की उपलब्धता और विभिन्न डॉक्टरों की प्रतिष्ठा विभिन्न दवाओं के स्टॉक की उपलब्धियां विभिन्न हेल्थकेयर मशीनरी की उपलब्धता और हेल्थकेयर डायग्नोस्टिक प्लेटफ़ॉर्म रोगियों को सही डॉक्टर सही सुविधा सही अस्पताल और वास्तविक समय में चुनने में मदद कर सकता है इसलिए हेल्थकेयर सेंटर में औद्योगिक इंटरनेट क्रांति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हेल्थकेयर उपकरणों की कनेक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण है यह कनेक्टिविटी मूल रूप से जो मैं आपको पहले एक बिंदु से दूसरे डेटा भेजने के लिए कह रहा था में मदद करती है और अब यह न केवल विभिन्न रोगियों के डेटा या जो कुछ भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर भेजा जा सकता है बल्कि इस सहयोगी मंच पर विभिन्न जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए रोगियों की मदद करने के लिए और इसी तरह भी संभव है हेल्थकेयर डेटा की उपलब्धता भी हेल्थकेयर रिसर्च को आगे बढ़ाने में मदद करती है ये औद्योगिक इंटरनेट के विभिन्न फायदे हैं औद्योगिक इंटरनेट को अपनाने के साथ अब हर 15 साल में ईंधन पर बचत करना संभव है इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि हर 15 वर्षों में औद्योगिक इंटरनेट को अपनाने के माध्यम से वाणिज्यिक विमानन उद्योग में हम 30 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत करेंगे बिजली संयंत्रों के गैस और बिजली खंड में 65 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत होगी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में सिस्टम की अक्षमता में 1 प्रतिशत की कमी से 63 बिलियन डॉलर की बचत होगी विश्व रेल नेटवर्क के माध्यम से माल ढुलाई में भी 27 बिलियन डॉलर की बचत होगी अन्वेषण के दौरान पूंजीगत व्यय में एक प्रतिशत की कमी होगी और तेल और गैस उद्योगों में विकास से 90 बिलियन डॉलर की बचत होगी और क्लाउड आधारित प्रणाली के आगमन से हम जो हासिल करने में सक्षम हैं उसमें भी सुधार होगा इसलिए अब तक और यह आंकड़े जो हमने अभी तक देखे हैं हम क्लाउड आधारित सिस्टम की मदद से अलग थलग पड़े सिस्टम को बदलकर और भी बेहतर कर पाएंगे तो क्लाउड आधारित सिस्टम आपको आधारभूत संरचना तक पहुँच बनाने में मदद करेंगे जिससे पे पर यूज़ कॉन्सेप्ट के माध्यम से जब भी और जहाँ भी इसकी आवश्यकता होगी बहुत आसान तरीके से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की गणना की जा सकेगी यह औद्योगिक इंटरनेट के लाभों का एक सारांश है विभिन्न औद्योगिक डोमेन विमानन बिजली स्वास्थ्य तेल और रेल और गैस में ये इनमें से कुछ उत्प्रेरक हैं जो औद्योगिक इंटरनेट को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे उपकरण के संदर्भ में नवाचार उन्नत एनालिटिक्स प्रबंधन है और इनमें से प्रत्येक के बारे में हम पहले से ही पिछले लेक्चर में और अधिक विस्तार के माध्यम से जान चुके हैं यहां प्रतिभा विकास हम विभिन्न अगली पीढ़ी के इंजीनियरिंग तकनीकों डेटा वैज्ञानिक तकनीकों और उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस तकनीकों के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा में सुधार करने के लिए प्रतिभा जनशक्ति प्रतिभाशाली जनशक्ति पर सुधार किया जा सके इसलिए अब समाप्त करते हुए औद्योगिक इंटरनेट के दुनिया भर में कई लाभ और वादे हैं यह औद्योगिक इंटरनेट है जो अब वैश्विक स्तर पर उपयोग किया जाता है यह काफी लोकप्रिय है हर कोई इसका उपयोग कर रहा है चाहे वह लघु उद्योग हो या मध्यम उद्योग या बड़े पैमाने पर उद्योग औद्योगिक इंटरनेट और इसके विभिन्न अनुप्रयोगों में अलग अलग उपयोगिता पाई जा रही है और उद्योगों में मशीनों की प्रक्रियाओं के कार्यस्थल की दक्षता में सुधार करने के लिए इस उपयोगिता के माध्यम से छलांग लगाना है लेकिन इन नवीन कदमों और विभिन्न प्लेटफॉर्मस को अपनाकर इन सभी को अपनाने के माध्यम से समग्र दक्षता में सुधार करना और कटौती करना संभव है प्रदर्शन पर औद्योगिक इंटरनेट को अपनाने के माध्यम से कम प्रदर्शन के मुद्दे और लागत मूल्य में कटौती की जा सकती है ये इन रेफरेंसेस में से कुछ हैं और इसके साथ हम औद्योगिक इंटरनेट पर इस विशेष लेक्चर के अंत तक आ चुके हैं जैसा कि हमने इस विशेष लेक्चर में देखा है औद्योगिक इंटरनेट में औद्योगिक IoT के साथ बहुत समानता है जो फिर से उद्योग में स्वचालन के मुद्दों के साथ बहुत कुछ समानता है लेकिन इन सभी के समान होने के बावजूद उनकी अपनी अलग पहचान है मूल भी अलग है और यही कारण है कि ये भी अपने स्वयं के खड़े होने पर बहुत लोकप्रिय हो गए हैं